पावर सीरीज सोल्युशन्स इसलिए हम द्वितीय कोटि के रैखिक होमोजिनियस समीकरणों के पावर सीरीज हल के बारे में चर्चा कर रहे थे मैं एक उदाहरण देता हूं जो आपको विधि में अधिक अंतर्दृष्टि देता है यह एक पावर सीरीज विधि है तो जो उदाहरण मैं अभी देने जा रहा हूँ वो आप पिछले वीडियो में ले चुके हैं यह समीकरण जिसे आप पहले से जानते हैं xy2y 2y0 तो यही वह है जिसका आप हल खोजना चाहते हैं तो आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्योंकि यह a0 जो कि x 0 और x 2 पर 0 है तो आपके पास 0 और 2 विलक्षण बिंदु हैं स्पष्ट रूप से तो आप इसे x से विभाजित करते हैं इसलिए यह y2xy 2x y0 के बराबर है तो स्पष्ट रूप से px2x qx2x ये इस डोमेन x∈ 0 2 के भीतर पावर सीरीज रखते हैं तो 0 और 2 विलक्षण बिंदु हैं यदि आप इस समीकरण को हल करना चाहते हैं तो आपको हल करना होगा कुछ बिंदुओं को चुनना होगा तो चलिए 1 लेते हैं इसलिए 1 के आसपास यदि आप x 1 पर हल ढूंढते हैं तो इसका मतलब है आपको इस तरह का पावर सीरीज हल खोजना चाहिए yxn0cnn यह बिंदु 1 के आसपास की पावर सीरीज है इसलिए मेरे पास x के बजाय x 1 है लेकिन इस x 1 के साथ काम करना थोड़ा बोझिल है इसलिए हम क्या करते हैं जब 1 विलक्षण होता है 1 सामान्य बिंदु होता है जिसके चारों ओर आप इस तरह के हल ढूंढते हैं आप हमेशा इसे स्थानांतरित करते हैं आप डोमेन का अनुवाद करते हैं ताकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ 1 0 हो जाता है और 2 1 हो जाता है तो आप बस कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करें आप वह कर सकते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मान लेते है zx 1तोx1पर z 0 है तो इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए मैं स्वतंत्र चर x को z से प्रतिस्थापित करने जा रहा हूँ मतलब आपके पास है dydxdydxdzdxdydt d2ydx2ddzdydzdzdx d2ydz2 तो आप अंत में zx 1 को बदल सकते हैं आपने देखा z1z 1d2ydz22zdydz 2y0 z∈ 11 तो आपने समीकरण को सरल ट्रांसफॉर्मेशन स्वतंत्र चर के अनुवाद के साथ बदल दिया ⇒ आपके पास ±1 विलक्षण बिंदु हैं और 0 एक सामान्य बिंदु है इसलिए मुझे 0 के आसपास हल चाहिए इसलिए अब यह 0 से 1 नहीं है अब यह 1 से 1 होने वाला है मैं इसका अनुवाद करता हूं अब 0 एक सामान्य बिंदु है तो अब आप इस समीकरण के हल ढूंढ सकते हैं xy2y 2y0 इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि इस समीकरण का एक हल है जो y1 है यदि आप वास्तव में देखते हैं तो एक हल y1x1 x है यह एक हल है तो एक हल जानने के बाद आप अपना दूसरा हल ढूंढ सकते हैं आबेल के सूत्र से आप अपना y2x प्राप्त कर सकते हैं तो x 1z और इसका मतलब है कि संबंधित समीकरण में y1z होगा एक हल z है क्योंकि यह होमोजिनियस समीकरण है z या z इसलिए यदि आप वहां उसके अंदर स्थानापन्न कर सकते हैं तो dy1dz और d2y1dz2 तो वह 0 है तो यह हिस्सा योगदान नहीं देगा इसलिए हमारे पास y1z z होगा 2z12z को देखकर आप देख सकते हैं कि यह एक हल है अतः क्योंकि यह होमोजिनियस हल है y1का कोई अचर गुणज भी हल होता है आपको इस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप 1 से z यानी z से गुणा कर सकते हैं यही हल है इसलिए यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके पास y1zz ⇒ 2z1 2z0 है इसलिए यह संतुष्ट है तो यह एक उपाय है आबेल के सूत्र से आपका अन्य हल क्या है तो विधि एक यह है y1zz ⇒ 2z1 2z0 z∈ 1 1 इसके अंदर आपके पास हल है अब y2z इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप आबेल के सूत्र को देख सकते हैं इसलिए y2zz0z1t2e 0t2ss1s 1dsdt1 zlog 1 z2 1z1 तो यह आपका दूसरा उपाय है एक बार जब आप इन दो रैखिक रूप से स्वतंत्र हल प्राप्त कर लेते हैं तो आप सामान्य हल yxc1zc2 लिख सकते हैं आपके पास सामान्य हल के रूप में यही है तो इसका तात्पर्य है आप नए चरों पर वापस जा सकते हैं yxc1x 1c21 x 1log x2 x 0x2 यह आपका सामान्य हल है ठीक है तो क्या होता है यदि आप समान समीकरण के पावर सीरीज हल को देखते हैं तो आप अंत में एक हल प्राप्त कर सकते हैं या दूसरा हल आपको एक सीरीज हल मिल सकता है लेकिन वो y2 का व्यंजक हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दोनों रैखिक रूप से स्वतंत्र हल हैं मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूं 1 और x किसी समीकरण के दो रैखिक रूप से स्वतंत्र हल हैं आइए हम बताते हैं तो 1x और 1 x ये भी होमोजिनियस समीकरणों के हल हैं और ये रैखिक रूप से स्वतंत्र भी हैं तो आपको अपने पावर सीरीज़ हल से क्या मिलता है आप अपनी पावर सीरीज हल प्राप्त कर सकते हैं मैं इसे y1 y2 कहता हूं उसी समीकरण के लिए कुछ अवकल समीकरणों के लिए ये हल हैं और ये दो रैखिक रूप से स्वतंत्र हल हैं अब 1 x और 1 x भी हल हैं क्योंकि 1 और x होमोजिनियस समीकरणों के हल हैं उनका योग या अंतर भी एक हल है और ये दो रैखिक रूप से स्वतंत्र हल भी हैं यह एक 1x और यह एक 1 x दोनों एक साथ इसलिए जब आपको द्वितीय कोटि का समीकरण दिया जाता है जब आप पावर सीरीज विधि द्वारा हल y1 और y2प्राप्त करते हैं तो आप सटीक रूप से हल नहीं करते हैं कभी कभी जब यह मेल खाता है तो आप सीधे देख सकते हैं कि मुझे x 1 या 1 x मिल सकता है आपका पहला हल क्या है 1 x आप देख सकते हैं कि पहला हल शायद 1 x है दूसरा हल आप निश्चित नहीं हैं यह एक सीरीज के रूप में y1x और y2 का संयोजन हो सकता है तो आप ठीक से नहीं जानते हैं देखें y2 वास्तव में 1 x 1log x2 x है तो आपको जो सीरीज हल मिल सकता है यह उस हल के लिए वही व्यंजक नहीं होना चाहिए जिसे आप पहले ही y2 के लिए प्राप्त कर चुके हैं तो y2 यहां 1 x 1log x2 x है और जो आपको पावर सीरीज़ से मिला है इसका मतलब है कि आपके पास दो रैखिक रूप से स्वतंत्र हल हैं आप नहीं जानते कि वे इस 1x से हैं या इस 1x1 x से हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए मैं 1 और 1 x ले सकता हूं ये भी दो रैखिक रूप से स्वतंत्र हल हैं मेरे यहां दो रैखिक रूप से स्वतंत्र हल भी हैं आप नहीं जानते इसलिए यह मेल खा सकता है एक से दूसरा मेल खा सकता है भले ही यह कोई पावर सीरीज हल है जो आपके पास पहले जैसा नहीं है तो इस स्तिथि में 1 x 1log x2 x तो आइए इस समीकरण का हल खोजने के लिए पावर सीरीज विधि का उपयोग करें तो यह समीकरण है हम इसे अभी z के संदर्भ में देखेंगे ताकि 0 सामान्य बिंदु हो अतः हम विधि 2 को पावर सीरीज विधि के रूप में देखेंगे हमारे पास क्या है हम yzn0cnzn 1z1 की तलाश करते हैं क्योंकि यह px2zz1z 1 और qx 2z1z 1 हमारे पास पावर सीरीज है जो 1 से 1 के बीच में कनवर्ज हो रही है और आपकी पावर सीरीज यहां भी आप 1 से 1 के बीच समान रूप से कनवर्ज होने की उम्मीद कर सकते हैं ताकि मैं टर्म बाई टर्म अवकलन कर सकूं इसलिए n2nn 1cnzn 22zn1ncnzn 1 2n0cnzn0 यह तब होता है जब आप समीकरण में पावर सीरीज हल को प्रतिस्थापित करते हैं तो आप इसे फिर से लिख सकते हैं ⇒ n2nn 1cnzn n2nn 1cnzn 22n12ncnzn n02cnzn0 आप देखते हैं कि यहाँ n2nn 1cnzn 2 को छोड़कर सभी घातो में zn है तो इसे आप रूपांतरित कर सकते हैं आप समकक्ष बना सकते हैं तो बस मैं अगर इंडेक्स बदल दू मैं n को n2 zn 2 से बदल दूं तो मुझे n को n 2 से बदलना होगा अगर मैं n को n 2 से बदल दूं तो इस n2nn 1cnzn 2 का क्या होगा यह वास्तव में बराबर है n22n2n1cn2zn तो आपके पास यही है इसे आप इससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो मैं प्रतिस्थापित कर रहा हूँ अंततः n2nn 1cnzn n22n2n1cn2zn2n12ncnzn n02cnzn0 अब हम देखते हैं कि सभी घाते zn हैं तो आइसोलेटेड पद क्या हैं तो कुछ सीरीज 2 से अनंत तक कुछ 0 से अनंत तक कुछ 1 से अनंत तक चल रही है तो आइसोलेटेड पद 0 1 हैं तो वे पद आप बाहर लिख सकते हैं यदि आप इसे n0 के बाहर यहाँ लिखते हैं तो यह है n2nn 12n 2cnzn n2n2n1cn2zn2c1z 2c0 2c1z 2c2 6c3z0 n2n2n 1cn n1cn2zn 2c1c0 6c3z0 तो दाईं ओर शून्य पावर सीरीज है आप z z0 ज़ के गुणांक बना सकते हैं अन्य सभी पद n 2 से शून्य है

तो अगर मैं चुनता हूं कि ये दोनों अब अर्बिट्ररी स्थिरांक हैं यदि c11और c00 पावर सीरीज पद्धति में आपको अपना y1zz मिलता है यह मेरे पहले के तरीके से बिल्कुल मेल खा रहा है आप देख सकते हैं कि y1z मेरा z है मुझे यहां भी वही हल मिला है जो पावर सीरीज़ विधि से है z 1 से 1 के बीच है यही वह क्षेत्र है जिसमें मैं काम कर रहा हूं तो आपका y2 क्या है यदि आप c10 c01 चुनते हैं तो आपको अपना दूसरा रैखिक रूप से स्वतंत्र हल मिलता है वह है y21 zn0z2n12n1 यही सीरीज है इसलिए यदि आप इस सीरीज को पहचान सकते हैं तो n0 के लिए आपको z मिलता है इसलिए n1 आपको z33 मिलता है n2 के लिए आपको z55 वगैरह मिलेगा यह वह सीरीज है जो आपको मिलेगी लेकिन आप निश्चित नहीं हैं या मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि यह y2 वास्तव में वही रूप है जो आपको यहां 1 zlog 1 z2 के लिए मिला है मैं यह नहीं कह रहा हूं आपको जो मिला है वह उसी व्यंजक के लिए है इसलिए यह पावर सीरीज 1 zn0z2n12n1y2 के लिए प्रतिनिधित्व नहीं है यह y2 1 zlog 1 z2 और z का एक साथ रैखिक संयोजन हो सकता है आप z और 1 zn0z2n12n1 के सटीक या रैखिक संयोजन को नहीं जानते हैं यह y2 के लिए वह व्यंजक हो सकता है तो किसी भी स्तिथि में आपको मिला है यदि आप एक को पहचान सकते हैं 1 zn0z2n12n1 एक और रैखिक रूप से स्वतंत्र हल है तो इस तरह से आप रैखिक रूप से स्वतंत्र हल प्राप्त करते हैं इसलिए अंत में y zd1zd21 zn0z2n12n1 1z1 यह इस डोमेन के भीतर एब्सोल्यूट और यूनिफार्म रूप से परिवर्तित हो रहा है तो आपके पास यह z में सामान्य हल है ठीक है इसलिए z 1 से 1 के बीच है आप x के संदर्भ में भी लिख सकते हैं आप पहले से ही जानते हैं yxd1x 1d21 x 1n02n12n1 0x2 तो आपके पास यही है और विधि 1 में आपने जो गणना की वह यह है भले ही यह बीच में मान्य है आप देख सकते हैं कि यह y2 वास्तव में यहां मान्य है 1z1 लेकिन जिस तरह से आपने यहां गणना की है y2zz0z1t2e 0t2ss1s 1dsdt मैंने डोमेन को 0 से z तक ले लिया अर्थात आबेल के सूत्र की गणना करते समय मैंने मान लिया कि T≠0 तो आप कर सकते हैं इसलिए y1 मैं नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि मैं इस y1को t2 से विभाजित करता हूं इसलिए जब आप इसे कर रहे हों तो 0 को डोमेन का हिस्सा नहीं होना चाहिए अन्यथा1t2का इंटीग्रल है तो आपको समस्या होगी यदि आपके पासt20 है इसलिए यदि आप वास्तव में इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो आपके पास d2के बजाय t2और dz के बजाय बस dt है आप सब कुछ एक इंडेफिनिट इंटीग्रल के रूप में करते हैं ताकि आपके पास y2zz 1z2e 2zz1z 1dzdz यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको यही मिलता है क्योंकि आप 1z2 से विभाजित कर रहे हैं z है आप मान रहे हैं कि 0 आपके डोमेन का हिस्सा नहीं है यही मैंने पहले समझाया 1 से 1 तो आप मानते हैं कि 1 से 0 के बीच आप इस व्यंजक की गणना करते हैं यही मुझे मिलता है y2zz 1z2e 2zz1z 1dzdz1 zlog 1 z2 और यह भी मान लें कि z 0 से 1 तक है आप उसी व्यंकजक की गणना करते हैं फिर से आपको वही मिलेगा यदि आप उस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को करना चाहते हैं तो आपका डोमेन यह है इसलिए आप अपने डोमेन में कुछ जैसे z012या बीच में कोई भी मात्रा चुनें क्योंकि 0 डोमेन का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं z0 से z तक डेफिनिट इंटीग्रेशन का उपयोग नहीं करना चाहता इसके बजाय मुझे अपने z0 को डोमेन 1 से 0 तक चुनना होगा जिसे मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके टाल दिया जो कि केवल इस डोमेन 1 से 0 में भी मान्य है आप इसकी गणना करते हैं यही आपको मिलता है दोबारा आप वही काम करते हैं यह सोचकर कि आपका डोमेन केवल यही है 0 डोमेन का हिस्सा नहीं है तो यह वही है जो आपको मान्य है वास्तव में 1 से 0 और 0 1 के बीच 0 पर क्या होता है 0 पर भी कोई समस्या नहीं है एक हल है क्योंकि क्योंकि विधि केवल वास्तव में आपको हल खोजने की इजाजत दे रही है यह यहां एक ही व्यंजक के रूप में एक बार और यहां है क्योंकि यह निरंतर है यह कोई समस्या नहीं है इसलिए आपके पास z है जो 1 से 1 के बीच है वास्तव में विधि 1 में जो आबेल के सूत्र का उपयोग करती है उसमें y1 0 नहीं होना चाहिए अतः 0 डोमेन का भाग नहीं है लेकिन जैसे z के साथ कोई समस्या नहीं है 0 एक साधारण बिंदु है तो वास्तव में यह डिफरेंशियल समीकरण के साथ कोई मुद्दा नहीं है वह तब होता है जब पावर सीरीज़ विधि में आपने सीधे हल के साथ काम किया और आपके पास सीधे 1 से 1 है यहां कोई डोमेन ब्रेकिंग नहीं है तो आप आबेल के सूत्र के अनुसार 1 से 0 और 0 से 1 में नहीं तोड़ रहे हैं इस पावर सीरीज विधि में आप सीधे प्राप्त करते हैं आपको z 0 के साथ कोई समस्या नहीं है वैसे भी यदि आप समान व्यंजक प्राप्त करते हैं तो दोनों ही स्थितियाँ आपके पास दोनों स्थितियों में दो रैखिक रूप से स्वतंत्र हल हैं जो सामान्य हल होगा इसलिए मुझे आशा है कि यह पावर सीरीज पद्धति के बारे में एक अंतर्दृष्टि देता है अगले वीडियो में हम द्वितीय कोटि के समीकरणों के लिए पावर सीरीज विधि लागू करेंगे विशेष द्वितीय कोटि रैखिक होमोजिनियस समीकरण जो अनुप्रयोग में आता है इसे लीजेंड्रे के समीकरण कहा जाता है लीजेंड्रे का डिफरेंशियल समीकरण मैं पावर सीरीज विधि के साथ लीजेंड्रे समीकरण को हल करूंगा जो हम अगले वीडियो में देखेंगे